सेक्शन और सेक्शनल दृश्य जारी हैं सभी को नमस्कार इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे इस ऑनलाइन प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम में आपका स्वागत है हम व्याख्यान संख्या 47 में हैं इसमे हमे सेक्शन और सेक्शनल दृश्यों के बारे में सीखना हैं इस के आगे के वर्ग में हमने पूर्ण सेक्शन आधा सेक्शन और ऑफसेट सेक्शन शामिल किया है और रिवोल्व सेक्शन को भी शामिल किया इस कक्षा में हम रिब और वेब सेक्शन को कैसे दिखते उसके तरीके के बारे में जानेंगे यदि अलाइन सेक्शन हैं यदि कोई छोटी मटिरियल टूटी फूटी सेक्शन के द्वारा हटा दी जाती है तो ऐसे विशिष्ट मशीन तत्वों के सेक्शनल दृश्य को कैसे दिखया जाता हैं वह हम इस कक्षा मे जानेंगे तो पहली बात आइए हम रिब और वेब सेक्शन को देखें आमतौर पर ये रिब वेब इस तरह के सेक्शनो का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण पार्ट हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास एक रेलवे ट्रैक है तो एक ट्रैक है जिसमें एक विशेष सेक्शन है जैसे कि आई सेक्शन इस प्रकार के सेक्शन आमतौर पर भार का समर्थन करते हैं तो रिब और वेब ये अतिरिक्त मशीन तत्व हैं जो हम इसका उपयोग भार का समर्थन करने के लिए करते हैं कैंटिलीवर की तरह कुछ लगता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं शायद केंद्र की तरह की चढ़ाव हम यहा दिखाना चाहते हैं आमतौर पर इन रिब और वेब मशीन तत्वों के एक काफी सहायक प्रकार हैं तो हम इस तरह के एक मशीन तत्व को देखते हैं तो हमारे यहाँ एक यह त्रि आयामी वस्तु है तो यह मूल रूप से एक हिस्सा जैसा कुछ है और वह हिस्सा एक आधार द्वारा समर्थित है और यह एक निकला हुआ किनारा इस तरह से जुड़ा हुआ है यह वह तरीका है जो पार्ट्सजैसा दिखता है और हम इस पार्ट्स के सेक्शनल दृष्टिकोण को काटना चाहते हैं तो हम यह देखेंगे की यह कैसा दिखता है इसलिए हम दो सेक्शनो पर विचार करना चाहते हैं एक सेक्शन AA और अन्य सेक्शन BB तीर की दिशा में हम उस हिस्से को बनाए रखना चाहेंगे तो आइए हम पहले सेक्शन A A को देखें जब हमारे पास वह कट सेक्शन हो तो हम इस हिस्से को बनाए रखना चाहते हैं इस हिस्से को हटा दें तो वहाँ से वहाँ तक हैच लाइनें होनी चाहिए हमने वहां कोई मटिरियल नहीं निकाली तो यह एक खाली भाग है फिर से हमने वहां मटिरियल हटा दी है इसलिए हम इस हैच रेखाओं को व्हा दर्शाएँगे अब यह हिस्सा उस गोलाकार भाग से फैला हुआ है तो अगर आप उस गोलकार भाग को देख रहे हैं तो यह पर एक बहुत पतला तत्व है जो की अधिक की तरह से सपोर्ट का काम करेगा इसलिए जब हम उस हिस्से को हटा रहे होते हैं तो पतले भाग मे हम इसे कभी भी रची हैच रेखाओं से नहीं दिखाते हैं वस्तु के आकार की तुलना में कोई भी पतली प्लेट फ्लैंग्स और इसी तरह की चीजों को सपोर्ट के लिए उपयोग मे लिया जाता हैं हम इसे किसी भी हैचड लाइनों द्वारा नहीं दिखाते हैं यह पहला नियम है केवल मोटे तत्व को ही हम इस हैचिंग चीज़ द्वारा यहा दिखाएंगे इसलिए जब हम उसे हटाते हैं तो पीछे की साइड पर एक ऐसी मटिरियल होती है जिसे हम हटाने जा रहे हैं इसी तरह नीचे के भाग में भी यह बहुत मोटी है इसलिए इसको भी हम हैच रेखाओ से दिखाएंगे अब हम सेक्शन BB को देखते हैं तो इसे बनाए रखें इस ऊपर वाले भाग को हटा दें जब हम इसे इस बी से गुजरते हुए काटते हैं तो यह कंप्यूटर ताल से लंबरूप है इसलिए ऊपर से देखने पर अगर हम कल्पना कर रहे हैं कि यह कैसा दिखता है क्योंकि यह एक पतला है इसलिए हमने उस हिस्से तक उस मटिरियल को हटा दिया है नीचे दिखाई दे रहा है केवल टैपर बीच एक ऐसा हिस्सा जिसे हमने हटा दिया है तो अंत में सेक्शन ऐसा दिखता है अगर हम इसतरह की चीजें दिखा रहे हैं तो इसका मतलब हे की हम यहा पर रिब और वेब सेक्शनल को दिखा रहे हैं इसलिए केवल दोनों दृष्टिकोणों के आधार पर हम यह समझने की स्थिति में होंगे कि इस वस्तु का त्रि आयामी प्रक्षेपण कैसे होगा अब हम एक और रिब और वेब सेक्शन को देखते हैं उदाहरण के लिए यह वह वस्तु है जिसका हम देखना चाहते हैं यह हिस्सा बहुत पतला है यह इस सिलेंडर के लिए एक सहायक भाग की तरह है और जब हम कोई कट सेक्शन ताल ले रहे हैं यहां तक कि अगर हम उस वस्तु का पूर्ण सेक्शनल दृष्टिकोण ले रहे हैं तो इस पतले हिस्से को हैच के द्वारा दिखाया नहीं जाना चाहिए यह सिर्फ एक बहुत ही पतले हिस्से का दिखया जा रहा हैं लेकिन यह हिस्सा और वह हिस्सा के उस क्षेत्र मे मटिरियल को हैच द्वारा दिखाया जाना है इसी तरह जब हम यह चीज़ दिखा रहे हैं इस मटिरियल को ऐसी ही एक रूप में दिखाया जाना चाहिए तो हम उस दृश्य को देखते हैं तो इस हिस्से को हैच करना है इसलिए हमारे पास उन हैचेस हैं और वहां मटिरियल सभी तरह से है इसलिए हमारे पास यह है क्योंकि भौतिक रूप से नीचे का हिस्सा जो हमने यहाँ दिखाया है वह नीचे के हिस्से के मटिरियल के लिए है फ्लांज वाला भाग हालांकि यह भी कट हो रहा है लेकिन यह मानक के बिन्दु से देखे तो हम इसे किसी भी हैच लाइनों द्वारा नहीं दिखा शकते हैं यही कारण है कि हमारे पास वह जगह खाली है इसी तरह यह खाली हम इसे दिखाते हैं शेष भाग हैच से दिखाएंगे और हमने वहां पर कोई मटिरियल नहीं निकाली इसलिए कोई मटिरियल नहीं निकाली गई है यदि हम इस तरह दृश्य दिखते हैं तो हम इसे रिब और वेब सेक्शन कहते हैं तो ऊपर की बात पर गौर करें हमारा सेक्शन तल इसी से गुजरता है अब हम एक नई चीज़ देखेंगे जिसका नाम संरेखित सेक्शन है इसलिए उदाहरण के लिए हमारे पास यह मशीन तत्व है आप इसे मोटर के ऊपरवाले कवर के रूप में सोच सकते हैं तो विद्युत मोटर्स वहाँ शाफ्ट होगा और रोटर और इतने पर होगा सपोर्ट प्लेट के प्रकार की एक प्लेट होगी जो यहा पर पूरी तरीके से होंगी और इसमें बोल्ट करके इसको कस कर पकड़ रखते हैं इस तरह के मशीन तत्व को हम यहां देखने की कोशिश कर रहे हैं अब हम उस मशीन तत्व के आंतरिक भाग को देखना चाहेंगे तो इसे हटा दें और इसे बनाए रखें यह संरेखित सेक्शन कहता है कि हम दो तरीकों से इस को हटा सकते हैं और दिखा भी सकते हैं एक प्रक्षेपण रूप से देखने पर पता चलता है कि यह कैसे दिख रहा है दूसरा तरीका यह है कि इस वस्तु को नीचे कैसे घुमाया जाए तो इसे कैसे दर्शाया जाए अगर हम इस तरह के तरीको का उपयोग करके दिखा रहे हैं तो इसे हम संरेखित सेक्शन कहते हैं इसलिए उदाहरण के लिए अगर हम कट सेक्शन की चीज़ के बाद इस पूरे तरह से रिवोल्व नहीं कर रहे हैं तो यह कैसा दिखता है इन लाइनों को सीधे दूर प्रक्षेपित किया जाएगा लेकिन अगर हम इसे रिवोलविंग कर रहे हैं तो यह कैसा दिखता है इसलिए जब हमने इस भाग की परियोजनाओं को रिवोल्व किया है तो यह एक हम इसे नीचे की बाजू रखके इसको प्रक्षेपण करेंगे इसी तरह से प्रत्येक बिंदु को हमें इसे तरह घुमाना और उसको यहा दिखाना हैं उस तरह की बात जिसे हम रिवोल्व सेक्शन का उपयोग करके संरेखित सेक्शन को दर्शना कहते हैं इसलिए अगर ऐसा हो रहा है तो ये अंश हैं जो हम काटने जा रहे हैं और इसी तरह हम इस हिस्से को काटने जा रहे हैं उस हिस्से को काटेंगे तो जहा पर भी मटिरियल हटने वाली है वह पर ये निरंतर लाइनें बन जाती हैं इसलिए सेक्शनल दृश्य मे जो भी मटिरियल हमने इस भाग और उस भाग को हटा दी है हम यहा दिखाना चाहेंगे तो वह हिस्सा जो हम देखेंगेतो उसे हम संरेखित सेक्शन का दृश्य कहते हैं अब हम खंडित सेक्शनो को देखते हैं हम किसी वस्तु को देखने के लिए एक पूर्ण टुकड़ा नहीं बनाना चाहते हैं उदाहरण के लिए यहां हमारे पास इस तरह के मशीन पार्ट्स हैं यह एक सममित है और हम उस संपूर्ण वस्तु के प्रत्येक विवरण को देखना नहीं चाहते हैं तो उस वस्तु का केवल एक हिस्सा जिसे हम दिखाना चाहते हैं उसमे रुचि रखेंगे न की हम नीचे के भाग में किसी भी सेक्शनल दृश्य को दिखाने में रुचि रखेंगे केवल एक निश्चित भाग यदि आप यहा दिखा रहे हैं तो हम उसे खंडित सेक्शन कहते हैं इसलिए यहां हम उस भाग की कोशिश कर रहे हैं यह हिस्सा हैं जिसे हम हटाना और यह वो हिस्सा हैं जिसे हम बनाए रखना चाहते हैं तो यहाँ अगर हम शीर्ष दृश्य को देख रहे हैं तो यह हमे ऑब्जेक्ट मे सममित और केवल एक तरफ का छेद दिखाई देता है हर जगह नहीं पर नहीं बल्कि हम इस तरह के कट सेक्शनल दृश्य दिखाना चाहेंगे तो उस हिस्से को हटाने के बाद सामने के दृश्य में इस तरह से यह दिखता है उस छेद के पास मटिरियल है और फिर से यहां पर भी मटिरियल होंगा और यह एक एक कट सेक्शन हिय जो खंडित किए गए किसी हिस्से के माध्यम से होता है तो हम इसे एक तरह की लहरदार तरह की लाइन द्वारा दिखाते हैं और देख सकते हैं की यहा पर अब भी डैश लाइन मौजूद हैं क्योंकि हमने वह से मटिरियल नहीं निकाला था आमतौर पर सेक्शनल व्यू में हम डैश लाइन हम नहीं दिखाते हैं सिवाय इस खंडित सेक्शनो के तो इस प्रकार के सेक्शन व्यू मे छिपी जानकारी रखने की अनुमति है अब हम हटाए गए सेक्शन को देखते हैं उदाहरण के लिए हमारे पास इस तरह के मशीन पार्ट्स हैं शायद ये स्क्रू ड्राईवर की तरह हैं जहां यह पर हैंडल भाग है और कुछ इस प्रकार के पतला हेक्सागोनल प्रकार का पैटर्न है और फिर से एक और पैटर्न हैं और हमारे पास वह ट्विस्टर तरह का हिस्सा है इस तरह के मशीन पार्ट्स को हम यहा पर दिखाना चाहते हैं यहां के सेक्शन के बारे में क्या है वहाँ के सेक्शन के बारे में क्या है वहाँ के सेक्शन के बारे में क्या है वहाँ के सेक्शन के बारे में क्या है और वहाँ के सेक्शन के बारे में क्या है अब हमारे पास अलग अलग तलो में एक ही मटिरियल के कई सेक्शन हैं तो बस यही दिखा रहा है और यह एक सममित वस्तु है तो सिर्फ ऑफसेट सेक्शन की तरह कुछ ऐसे सेक्शन लेने से उद्देश्य पूरा नहीं होता है इसलिए उस तरह के सेक्शनो को दर्शाने के लिए कोई एक अलग तरीका होना चाहिए जिसे हम रिमुव्ड़ सेक्शन कहते हैं उदाहरण के लिए यहां मटिरियल का तत्व अलग है सेक्शनल अलग है सेक्शनल क्षेत्र अलग है ये सभी सेक्शन को अनुक्रम मे हम A B C को इसी एक तस्वीर मे दिखाएंगे हम इसे तीन अलग अलग चित्रों मे दिखाने के बजाय एक चीज़ पर ही तीनों को रखना चाहेंगे इसलिए यदि मैं उन सेक्शनल व्यू को देख रहा हूं तो शायद यह Aभाग का सेक्शन गोलाकार जैसा हो सकता है B भाग मे आपको षट्कोण जैसा कुछ दिख है और यहां सेक्शन मे पूरी तरह से चौकोर प्रकार का सेक्शन दिख रहा है साथ ही दिशात्मक वरीयता जैसा कुछ यहा पर दिख रहा है इसलिए इसको दिखाने के लिए सबसे आसान तरीका इसका सेक्शनल दृश्य दिखाना होता है तो हम उस दिशा में एक टुकड़ा कर रहे हैं तो यह एक सर्कल की तरह दिखता है अब उस सर्कल को उसी सेक्शन पर 90 डिग्री में फ्लिप करें तो इस तरह के हटाए गए सेक्शन के दर्ष्य को हम रिमुवेड सेक्शन कहते हैं ऐसा नहीं है कि हमारे पास वहां एक सर्कल का टुकड़ा है हमारे पास 90 डिग्री के तल में एक टुकड़ा है और हम इसे मशीन पार्ट्स पर फ्लिप कर रहे हैं और प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसी तरह हमारे पास एक सेक्शन होगा जो इस दृश्य में एक षट्कोण जैसा दिखता है लेकिन एक ही समय में हम पूरे पार्ट्स को दिखाना चाहते हैं हम केवल हम सेक्शनल व्यू के द्वारा नहीं दिखा शकते पर लेकिन पूरा तत्व भी मैं देखना चाहूंगा फिर उस स्थिति में हेक्सागोन का वह सेक्शनल दृश्य है इसे 90 डिग्री तक फ्लिप करेगाजो मे मटिरियल पर मैं इसे दिखाऊंगा इसी तरह यहाँ हमारे पास एक सेक्शनल दृश्य है इसे उस तरीके से 90 डिग्री तक घुमाएं और उसके बाद उसे उस वस्तु पर दिखा शकते हैं तो इस हटाए गए सेक्शन का लाभ एक यह हैकी हम पूरी मशीन पार्ट्स को देखने की स्थिति में होंगे और संबंधित कटे हुए सेक्शनल व्यू भी हम देख सकते हैं इसलिए इन सभी सेक्शनल का उपयोग करके यदि कोई विशिष्ट मशीन पार्ट्स की ड्राइंग है तो यह कैसा दिखता है तो इस लिए एक उदाहरण हम देखने जा रहे हैं तो यहाँ हमारे पास एक टर्बो पंप टरबाइन है अगर मैं उस पूरे टर्बो पंप टरबाइन को ले रहा हूं तो एक पूर्ण सेक्शनल व्यू यहा पर ले रहा है इस तरह से जटिल विवरण सामने आएगा यह भाग कुछ टरबाइन शाफ्ट की तरह है वह मटिरियल इस भाग से अलग है इसलिए यदि आप देख रहे हैं कि ये रेखाएँ भिन्न हैं तो मशीन तत्व एक के आंतरिक विवरण देख सकते हैं यह हिस्सा अलग है यह हिस्सा तनाव नलिका से अलग है इसी तरह ऑइल रिंग भी अलग हैं शायद लिंगर भी अलग हैं अगर रिसाव को रोकने के लिए किसी भी तरह की अयस्क रिंग होती है तो यह कैसा दिखता है बेरिंग वाला हिस्सा भी अलग दिखता है यदि कोई शाफ्ट सील हैं तो वे कैसे दिखते हैं भौतिक तत्वों के आधार पर इन हैचड लाइनों के आधार पर हम उस मशीन तत्व के इन पूर्ण सेक्शनल विवरणों का पूरी तरह से देख सकते हैं तो रिक्ति के आधार पर हर एक इस रेखा की मोटाई हम कितना गहरा रंग क उपयोग करते हैं हम किस तरह के भागों का उपयोग करते हैं इसके आधार पर लोग समझेंगे कि यह किस तरह की मटिरियल है इसलिए जब हम इन ड्राइंग शीटों को उत्पादन लाइन में साझा कर रहे हैं स्थानीय प्रतिनिधि को इस स्थिति मेहोना चाहिए की वह इसे आसानी से समज सके की किस तरह की मटिरियल का उपयोग करना है इसलिए इस तरह के पार्टस को दिखाने के लिए हमें इन सेक्शनल व्यू की आवश्यकता थी अब क्या हम इस वस्तु के सेक्शनल व्यू का अनुमान लगा सकते हैं उदाहरण के लिए यह वह ब्लॉक है जो मेरे पास है मैं उस भाग से गुजरने वाला एक पूर्ण सेक्शनल दृष्टिकोण रखना चाहूंगा और इस भाग को मैं इस भाग को बनाए रखना और निकालना चाहूंगा अगर मैं ऐसा करता हूं तो सामने का दृश्य और शीर्ष दृश्य कैसा दिखता है शीर्ष दृश्य में हम उस तल की सराहना करने की स्थिति में होंगे जहां कट तल वास्तव में गुजर रहा है इसलिए शीर्ष दृश्य में हम हटाने से पहले तल सहित उस जानकारी का पूरा विवरण दिखाएंगे इसे हटाने के बाद दिशा के आधार पर बाजू के दृश्य या सामने के दृश्य में कैसा दिखता है और जहा पर भी मटिरियल हैं वह पर हैच विवरण हम इसे दिखाएंगे तल की जानकारी के साथ हम पूरे विवरण को इसे अन्य व्यू में ऐसे दिखाते हैं तो आइए हम समाधान देखें इसलिए यहां हम इन सभी अलग अलग व्यू को दिखा रहे हैं यह शीर्ष दृश्य की तरह कुछ है सेक्शनल सामने के दृश्य की तरह कुछ बाएं हाथ के सेक्शनल दृश्य की तरह कुछ तो यह कैसा दिखता है तो यह सामने का दृश्य की दिशा है यह इस तरह से शीर्ष दृश्य की दिशा है शीर्ष दृश्य में यदि हम वस्तु को देख रहे हैं तो पूरा विवरण हम देख सकते हैं उस पर हमारे पास एक कट तल है इसलिए हम इसे हैच लाइनों द्वारा दिखाते हैं आयामो को यहा स्पष्ट रूप से दिखाएंगे छिपी हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं क्योंकि अब तक के शीर्ष दृश्य में हमने सेक्शन को नहीं हटाया था लेकिन इस सेक्शन पर एक बार जब हम इसे लागू करते हैं तो सामने का दृश्य दिखाय दे रहा हा जा हमें आंतरिक रूप से किसी भी डैश रेखा को नहीं दिखाना चाहिए ये डैश रेखाएं जिनका हम यहा नहीं दिखा शकते इसीलिए यह एक सतत रेखा की तरह निकलती है और उस हिस्से के भीतर मटिरियल को हटा दिया जाता है इसलिए हमारे पास उन हैच रेखाएं हैं उस हिस्से के भीतर मटिरियल हटा दी जाती है तो हमारे पास यह हिस्सा है अब यह सेक्शनल सामने का दृश्य है और यह बाएँ हाथ का दृश्य है वहां फिर से हमारे पास एक तल है जो उसी से गुजर रहा है तो मटिरियल हटाने से पहले यह कैसा दिखता है इस तरह से हम मटिरियल को व्हा पर दर्शाते हैं